कॉनिक सेक्शंस - III सभी को नमस्कार इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रमों में आपका स्वागत है मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग IIT खड़गपुर से राजाराम लक्काराजू हूँ हम मॉड्यूल नंबर 2 व्याख्यान संख्या 11 में हैं विशेष रूप से कॉनिक सेक्शंस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो सबसे पहले आइए हम देखें कि कॉनिक सेक्शंस क्या है आइए हम एक राइट सर्कुलर कोन लें राइट सर्कुलर कोन यदि हम अपेक्स से लाइन गिरा रहे हैं तो यह बेस के लिए परपेंडिकुलर लाइन बनाता है हम वह खींचते हैं इसलिए अगर मैं एक कोन ले रहा हूं तो आमतौर पर ड्राइंग अभ्यास में ऑब्जेक्ट के पीछे कुछ भी जो सीधा नहीं दिखाई देता है हम इसे डैशड् लाइनस् द्वारा दिखाते हैं तो यह इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन है यह रेखा यदि हम एक कोन के फ्रंटल व्यू से देख रहे हैं तो यह दिखाई देता है और यह एक दिखाई नहीं दे सकता है अगर यह अपारदर्शी तरह की ऑब्जेक्ट है यदि यह पारदर्शी है तो यह दिखाई दे सकता है उस स्थिति में हम इसे डैशड् लाइनस् द्वारा दिखाएंगे तो किसी भी प्रकार की व्यू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मौजूद है हम इसे डैशड् लाइनस् द्वारा दिखाते हैं और यह अपेक्स है अपेक्स से यदि हम एक परपेंडिकुलर छोड़ रहे हैं और आमतौर पर सेंटर लाइंस को हम डैश डॉट कन्वेंशन द्वारा दर्शाते हैं तो इस आधार के साथ यह परपेंडिकुलर एंगल बनाता है इसका मतलब है कि यह 90 डिग्री है इस तरह के कोन को राइट सर्कुलर कॉन्स कहा जाता है कुछ मामलों में कोन नॉन राइट सर्कुलर हो सकता है इसका मतलब है कि हम एक सर्कल खींचते हैं आपका कोन बेस उस तरह से हो सकता है इस प्रकार यदि यह अपेक्स से सर्कल के केंद्र तक है अगर हम इसे जोड़ रहे हैं जो कि 90 डिग्री नहीं हो सकता है यह एक कोण अल्फा बनाता है इस तरह के कोन को राइट सर्कुलर कोन कहा जाता है और इन्हें आम तौर पर कोन नाम दिया जाता है आइए हम एक प्लेन लेते हैं कोन के माध्यम से गुजरने वाले चाकू लेने की तरह है हम कोन को शायद उस खंड में काट सकते हैं तो कोन को क्षैतिज दिशा में स्लाईसिग कोई भी इसे बना सकता है इसी तरह कोई इस कोन को उस क्षैतिज स्थान से कहीं दूर स्लाईस कर सकता है इसका मतलब है कि एक इंक्लिनेशन एंगल अल्फा के साथ हम भी वास्तव में एक टुकड़ा कर सकते हैं दोनों ही मामलों में यदि हम शीर्ष भाग को हटा रहे हैं तो हमें एक अलग तरह का कर्व मिलेगा उदाहरण के लिए समान कोन के लिए राइट सर्कुलर कोन यदि हम कट सेक्शन बना रहे हैं तो आमतौर पर कट सेक्शन दिखाए जाते हैं यदि हम स्लाईसिग या कुछ भी बना रहे हैं तो हम इसे लंबी डैशड् मोटी लंबी और मोटी डैशड् लाइनस् द्वारा दिखाते हैं यह इंगित करता है कि शायद एक सेक्शन हो सकता है आमतौर पर यह समाप्त होता है हम इसे एक चिह्न x x की तरह दिखाते हैं इसका मतलब है कि यह एक तरह का प्लेन है जिसे हम स्लाइस करने जा रहे हैं सेक्शन को काटते हैं और उस व्यू को दिखाते हैं इसलिए यदि हम ऊपर से सभी तरह के व्यू देख रहे हैं किसी भी कट सेक्शंस के बिना एक कोन शायद यह एक सर्कल की तरह लग सकता है इस तरह के व्यूज़ जिसे हम बुला रहे हैं ऊपर से हम इसे देखने की कोशिश कर रहे हैं जिसे हम टॉप व्यू कहते हैं इन व्यूज़ के बारे में हम बाद के खंडों में और इस बिंदु के बारे में अधिक जानेंगे एक टिप जिसे हम देखेंगे वह कुछ इस तरह है इसे हम फ्रंट व्यू कहते हैं सामने की तरफ से हम इसे देख रहे हैं और अगर हम ऊपर से एक कोन देख रहे हैं तो यह एक सर्कल की तरह लग सकता है तो हमें एक सेक्शन x x लेना है इसे स्लाइस करें इस शीर्ष भाग को हटा दें ताकि यदि हम उस शीर्ष भाग को हटा दें तो शायद इस भाग को हमने इसे सेक्शन x x द्वारा हटा दिया है और शेष भाग को संभवतः वहां रखा गया है इसलिए यदि हम इस कोन के लिए फिर से टॉप व्यू से देख रहे हैं तो यह हिस्सा हम इसे एक सर्कल की तरह देखते हैं तो कट सेक्शन इसलिए आमतौर पर हम इसे हैश लाइन द्वारा दिखाते हैं और यह नॉन कट सेक्शन है लेकिन सामग्री मौजूद है इसलिए फिर से एक बड़ा सर्कल हम देखेंगे तो यह संपूर्ण सर्कुलर बेस एक सर्कल जिसे हम देखेंगे और कट सेक्शन हमने भाग को हटा दिया इसलिए हैश लाइनस् के माध्यम से हम इसे एक सर्कल के रूप में देखते हैं तो एक राइट सर्कुलर कोन के लिए कोई भी क्षैतिज प्लेन यदि हम इसे काट रहे हैं तो हम इसे यहां सर्कल के रूप में देखेंगे यह सर्कल है तो हम एक इंक्लाइंड सेक्शन को देखते हैं फिर से एक राइट सर्कुलर कोन के लिए हम एक और कट सेक्शन लेते हैं यह सेंटरलाइन है यह रेडियस है इसे हम यह कहते हैं हमारा कन्वेंशन ड्राइंग में है हम इसे उस ऑब्जेक्ट से बाहरी रूप से दिखाएंगे हमें H कहने दे और यह एक रेडियस या डायमीटर जिसे हम कुछ रेडियस की तरह दिखा सकते हैं अब अगर हम एक कोण अल्फा बनाते हुए एक इंक्लाइंड सेक्शन ले रहे हैं तो इस शीर्ष भाग को हटा दें इसे हटा दें और इस भाग की कल्पना करें तो यह निचला भाग टॉप व्यू में एक सर्कल की तरह दिखता है तो यह सर्कल इन रेखाओं से घिरा होगा और यह बिंदु वहां मेल खाता है और यह बिंदु वहां मेल खाता है यह ऊपर की तरफ है यह नीचे की तरफ है इसलिए अगर हम इसे एक सर्कल के रूप में देख रहे हैं तो हम उस तरह से कुछ देखेंगे यह एक लम्बी सर्कल है जिसे हम आमतौर पर इलिप्स कहते हैं जिसमें एक मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस होता है तो कोई भी इंक्लाइंड सेक्शन लेकिन इसे दोनों पक्षों को काटना होगा हमें A बिंदु B बिंदु कहने दे इस कोन के दोनों किनारों पर अगर यह एक बार स्लांट काटने वाला है तो यह स्लांट में से एक हैं एक दूसरे से एक है पूरे परिधि के आसपास हमारे पास एक स्लांट है इसलिए स्लांट के दोनों किनारों पर अगर यह यहाँ और यहाँ इंटरसेक्ट करने जा रहा है फिर शीर्ष भाग यदि हम इसे हटाने जा रहे हैं तो शेष बचे हुए भाग को हम इसे एक इलिप्स की तरह देखते हैं तो आइए हम अन्य इंक्लाइंड सेक्शन को देखें उसी राइट सर्कुलर कोन के लिए अब इस मामले में इस स्लांट के समानांतर यह स्लांट किनारा है इस स्लांट के समानांतर अगर हम एक कट सेक्शन बना रहे हैं इसलिए हमें इसके समानांतर चलना होगा और शायद कट सेक्शन बनाना होगा तो यह रेखा यह रेखा अगर यह समानांतर है इस हिस्से को एक पैराबोला के रूप में हम देखते हैं इसलिए हम इसे हटा रहे हैं इसलिए इस भाग तक हम इसे एक पैराबोला के रूप में देखते हैं इस तरह से हम पैराबोला का निर्माण करते हैं तो अगर हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम उस y अक्ष के लिए नॉर्मल x अक्ष जैसे इंक्लाइंड प्लेन पर है तो इस x अक्ष y अक्ष को पलटीरें तब हम उस तरह से एक पैराबोला जैसा कुछ देखेंगे x अक्ष y अक्ष यह इस बात पर निर्भर करता है कि वास्तव में हम कहाँ अनुवाद कर रहे हैं यदि हम उस ओर केंद्रित कर रहे हैं यदि यह कोऑर्डिनेट अक्ष का मूल है तब हमारा पैराबोला इसी बिंदु से होकर गुजरता है यदि मूल कहीं और स्थित है तो हम उस तरह से पैराबोला देखेंगे पहला बिंदु जो हमें याद रखना है वह स्लांट है अगर हम समानांतर दिशा में जा रहे हैं तो एक कट सेक्शन बनाएं निकालें x और y के कोऑर्डिनेट अक्ष पर बचे हुए भाग का शीर्ष भाग हम इसे पैराबोला के रूप में देखते हैं यदि हम अन्य इंक्लाइंड सेक्शन को उठा रहे हैं तो हमें हाइपरबोलिक कर्व्स नामक कुछ दिखाई देता है तो स्लाइस कोण और स्थान के आधार पर हमें अलग अलग कोनिक कर्व्स मिलते हैं यह एक कारण है जिसे हम कोन से कहते हैं ये कंस्ट्रक्टर हैं इसलिए हम इन्हें कोनिक कर्व्स कहते हैं कोन से टुकड़े करके इसे वर्गों पर उत्पन्न किया जाता है इसलिए इस तरह के सेक्शंस को कॉनिक सेक्शंस कहा जाता है और ये इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों में बहुत शक्तिशाली वक्र हैं उदाहरण के लिए हम किसी भी मशीन गियर या मैकेनिकल गियर को देखते हैं ऑटोमोबाइल में शायद साइकिल मोटर वाहनों यहां तक कि पुली शाफ्ट तरह की चीजों के लिए सर्कल काफी सामान्य विशेषताएं हैं तो सर्कल हम इसे क्षैतिज रूप से स्लाइस करके एक राइट सर्कुलर कोन से प्राप्त करेंगे इलिप्स प्लेनेटरी गियर के लिए काफी सामान्य है और ऑफ़सेंटर्ड तरह के ट्रांसमिशन के लिए तो यहाँ हम उस प्लेनेटरी गियर को देखते हैं तो यहां अगर ड्राइविंग गति इस सर्कुलर गियर द्वारा बनाई गई है अगर यह केंद्रित है हम इस शक्ति को इस गियर और उस गियर में स्थानांतरित करने की स्थिति में होंगे और अंत में इस प्लेनेटरी गियर प्रकार की व्यवस्था के माध्यम से भी तो यह प्लेनेटरी गियर कभी कभी यहां आता है कभी कभी मामूली अक्ष के माध्यम से ऊपर जाता है और आवश्यक स्थानों पर शक्ति संचारित करता है यह वह तरीका है जिससे हमें इस सर्कुलर इलिप्टिकल प्रकार के गियर से पावर ट्रांसमिशन मिलता है और कुछ भी डिजाइन करना या शायद इसे प्रोडक्शन लाइन के लिए भेजना उन निर्माण गियर्स के अंदर इलिप्स का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण बात है उस उद्देश्य के लिए हम इस बारे में सीख रहे हैं कि एक इलिप्स या सर्कल का निर्माण कैसे करें गणितीय रूप से भी हम इसे x स्क्वायर द्वारा एक स्क्वायर प्लस y स्क्वायर द्वारा b स्क्वायर द्वारा कांस्टेंट संख्या या 1 के साथ प्रतिनिधित्व कर सकते हैं इस तरह से ज्यामितीय रूप से हम निर्माण कर सकते हैं लेकिन जब मशीनिंग और अन्य चीजें हो रही होती हैं तो यांत्रिक उपकरणों को धातु के टुकड़े पर इस इलिप्स का निर्माण करना होता है तो वहाँ हम इस कलम कागज की चीज़ का सीधा उपयोग नहीं करते हैं यांत्रिक व्यवस्था इस तरह से होनी चाहिए कि अंत में यह एक इलिप्स का निर्माण करे उदाहरण के लिए यदि हम आपके मिनी ड्रॉफ्टर को ले रहे हैं तो मिनी ड्रॉफ्टर का एक हिस्सा एक तरफ जमा होता है और एक बार जब आप इस पैमाने को कस लेते हैं जहाँ भी आप इस यांत्रिक ड्रॉफ्टर को आगे बढ़ाते हैं यह हमेशा ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएँ बनाता है तो इस उद्देश्य के लिए हम इस तरह की ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखाओं के निर्माण के लिए फोर बार मेकैनिज्म का उपयोग कर रहे हैं इसलिए आपके यांत्रिक उपकरण हालांकि हम आड़ी खड़ी रेखाओं का निर्माण नहीं कर रहे हैं लेकिन बार लिंकेज इस तरह से चलते हैं कि यह हमेशा इन क्षैतिज ऊर्ध्वाधर लाइनों का निर्माण करते हैं इसी तरह जब आप इन उपकरणों को मशीनिंग कर रहे हैं अगर किसी को इस तरह के इलिप्स की आवश्यकता होती है तो इन इलिप्स और सर्कल्स के निर्माण के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होना चाहिए और यही वह चीज है जिसे हम इस कॉनिक सेक्शंस के लिए सीखने जा रहे हैं अनुप्रयोगों की विविधता उदाहरण के लिए गुंबदों के निर्माण की तरह यहाँ एक चित्र है एक निर्माण है जिसके ऊपर एक सर्कल हो सकता है यह इलिप्टिकल प्रकार का वक्र हो सकता है इसलिए यदि हम सतह के बाहरी हिस्से को देख रहे हैं तो यह एक इलिप्स बना सकता है यह एक इलिप्स क्यों है क्योंकि यहाँ मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस विभिन्न लंबाई के हैं यही कारण है कि यह एक इलिप्स बनाता है एक दंत चिकित्सक के लिए यदि वह इन दांतों कृत्रिम प्रत्यारोपण और आगे तक बनाना चाहता है सबसे पहले उसे वास्तव में डिजाइन करना होगा जहां इन दांतों का स्थान दांतों का स्थान माना जाता है और यह किस रूप में इस दांत को व्यवस्थित करना है उस उद्देश्य के लिए आमतौर पर हमारे मानव मुंह में यह विभिन्न मेजर एक्सेस माइनर एक्सेस के इलिप्टिकल प्रारूप में होता है तो एक इलिप्स के लिए तो यहाँ इलिप्स को इन डैशड् लाइन्स द्वारा दिखाया गया है मेजर एक्सेस यह सबसे लंबा है और माइनर एक्सेस यह सबसे छोटा है उस मेजर एक्सेस के नॉर्मल विभिन्न स्थानों पर दांतों की व्यवस्था की जाएगी तो एक दंत चिकित्सक को व्यवस्थित करना होगा सबसे पहले सॉफ्टवेयर या ज्योमैट्रिक कंस्ट्रक्शन के माध्यम से निर्माण करना होगा पता लगाएं कि दांत क्या होना चाहिए और कहां स्थित होना चाहिए तो इस उद्देश्य के लिए सबसे पहले एक इलिप्स का निर्माण करना होगा यह आदर्शवादी मामला है इसी तरह निगरानी में जैसे कैम सीसीटीवी कैम स्पाई कैम प्रकाश किरणें संभवतः उस ऑब्जेक्ट से होती हैं जो परिलक्षित किरणें आती हैं अंत में इसे एक बिंदु या दो बिंदुओं पर केंद्रित किया तो ये सभी प्रकाश किरणें सतह पर आती हैं आंतरिक परिलक्षित होते हैं अंत में वे इस रेखा पर एक या दो बिंदुओं पर केंद्रित होंगे यदि हम इसे देख रहे हैं तो शायद यह वक्र एक इलिप्स बनाता है तो इसके हमेशा दो फोकाई केंद्र है F और F प्राइम तो ये सभी किरणें आंतरिक रूप से परिलक्षित होती हैं अंत में इन बिंदुओं पर अभिसरण होती हैं या अगर हमारे पास दो स्थानों पर प्रकाश स्रोत हैं तो वे रेडियल दिशाओं में निकलेंगे लेकिन इन सभी बातों को आंतरिक रूप से परिलक्षित किया गया अंत में दो बिंदु F और F प्राइम केंद्रित करें निगरानी के लिए कैमरों के लिए भी हमें इस इलिप्टिकल प्रकार के सेक्शंस की आवश्यकता होती है आइए हम पहले सिग्नल प्रोसेसिंग को देखें सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए या तो इन उपग्रहों को भेजने या एक्स्ट्राटैरेस्ट्रीयल तरंगों के लगातार आने वे समानांतर बीम हो सकते हैं जो इस प्रकार के डिश एंटेना मिरर्स पर प्रहार करते हैं अंत में रिफ्लक्स में जाते हैं और एक बिंदु पर एकाग्र होते हैं यह सिग्नल को मजबूत करता है वहां से आप इसे इकट्ठा करते हैं इसे डेटा विश्लेषण या टीवी के लिए पास करते हैं तो उदाहरण के लिए यहां हम इस संचार के लिए हमारे विशिष्ट डिश एंटीना को देखें ये पूरे बिंदु एक बिंदु पर केंद्रित होंगे इसलिए आने वाले उपग्रहों से समानांतर बीम वे इस पैराबोलिक मिरर को प्रतिबिंबित करेंगे विभिन्न स्थानों पर रिफ्लक्स करेंगे अंत में एक बिंदु फोकल फ़ोकस या फोकाई बिंदु में परिवर्तित होंगे और इस बिंदु को हम एक पैराबोला के लिए वोर्टेक्स कहते हैं और एक बार यह अभिसरित हो जाने के बाद एम्पलीफायरों से करके संशोधित किया जाता है और अंत में इसे सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है तो इस तरह के सिग्नल प्रोसेसिंग अनुप्रयोगों के लिए हमारे पैराबोलास प्रमुख रूप से उपयोगी हैं इसी तरह अगर यह सस्पेंशन ब्रिज है तो यहाँ यह नदी है जो धारा की दिशा में आ रही है और जिसके ऊपर एक ब्रिज है आमतौर पर सस्पेंशन ब्रिज केबल का भार वितरित करना पड़ता है इसलिए वहाँ द्रव्यमान या खंभे होंगे और कैंटिलीवर तरह के सस्पेंशन ब्रिज होंगे और ये रस्सियों से जुड़े होंगे इन तारों पर पूरा भार लटकाया जाएगा और आमतौर पर ये तार पैराबोलिक प्रकार के पथ के होंगे तो पुल निर्माण के लिए इन पैराबोलिक कर्व का निर्माण और यह निर्धारित करना कि इस रस्सी की लंबाई एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कितनी होनी चाहिए जब तक हम पैराबोला का निर्माण नहीं करते हम यह जानने की स्थिति में नहीं होंगे कि लोड वितरण के लिए इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए इसी तरह वास्तुकला में भी यह पैराबोला अच्छी अपील में सौंदर्य संबंधी पहलू देता है इसलिए इन गुंबदों के लिए हम उस तरह के पैराबोलिक निर्माणों को देखते हैं ये पैराबोलास कभी कभी ऊर्ध्वाधर दिशा में भी इंक्लाइंड हो सकते हैं यह नहीं हो सकता है कि y बराबर x स्क्वायर के प्रकार के पैराबोला या x बराबर y स्क्वायर के प्रकार के पैराबोला हो सकते हैं लेकिन ऑफ़ सेंटर्ड और झुके हुए प्रकार के साथ हम भी आएंगे इसी तरह ऊर्जा की कटाई के लिए इन दिनों हरित ऊर्जा के लिए लोग लक्ष्य कर रहे हैं उस उद्देश्य के लिए हमें इस सौर ऊर्जा को इकट्ठा करना होगा पैनलों को गर्म करना होगा या सॉलिड स्टेट प्रकार के उपकरणों के माध्यम से परिवर्तित करना होगा यह सभी फोटो फोटोनिक ऊर्जा परिवर्तित हो जाएगी और अंत में प्रेषित होगी या शायद सौर ताप अनुप्रयोगों के लिए आप इन सौर बीमों को इकट्ठा करते हैं एक बिंदु पर केंद्रित करें जिसके माध्यम से पानी पारित किया जाएगा ताकि तापमान में वृद्धि होगी और अंत में पानी के सौर ताप के लिए उपयोग किया जाएगा उस उद्देश्य के लिए भी लोग पैराबोलिक प्रकार के दर्पण के साथ जाते हैं इसी तरह निर्दिष्ट एप्लिकेशन को लक्षित करने के लिए उदाहरण के लिए एक हेलीकॉप्टर है जो एक बम छोड़ रहा है यह आमतौर पर पैराबोलिक प्रारूप में चला जाता है यह बमबारी या शायद बाढ़ वाले क्षेत्रों में खाद्य उत्पादों की आपूर्ति करने वाली आपदाओं में हो सकता है समान वेग के साथ यदि यह हेलीकॉप्टर घूम रहा है यदि यह एक पैकेट छोड़ता है तो यह पैराबोलिक प्रारूप में आता है और अंत में यह ओरिजिन है हाइपरबोला में कूलिंग टॉवर और ड्राफ्ट टॉवर के लिए विशेष अनुप्रयोग हैं थर्मल प्लांट के पास टरबाइन ब्लेड को चलाने वाली इस भाप को फिर से संघनित करना पड़ता है उस भाप को ठंडा करने के लिए या उसे ठंडा करने के लिए हमारे पास चिलिंग टावर्स और चिलिंग पॉन्ड्स होंगे और इस हाइपरबॉलिक प्रकार के टावरों से गर्म पानी टपकाया जाएगा गर्म पानी सभी तरह से नीचे आता है और कूलेंट या वायु ऊपर की तरफ जाता है तो एक ड्राफ्ट ट्यूब का निर्माण किया जाएगा इस उद्देश्य के लिए आमतौर पर हाइपरबोलास बहुत उपयोगी होते हैं तो यह एक प्रकार का कूलिंग टॉवर है जिसका उपयोग थर्मल प्लांट के लिए किया जाता है और वक्र का बाहरी भाग हाइपरबोला के भाग का प्रतिनिधित्व करता है तो यह भी हाइपरबोला है यह भी हाइपरबोला है मध्य रेखा आमतौर पर हम इन्हें डायरेक्ट्रिक्स लाइंस कहते हैं जिसे हम बाद में सीखेंगे इसी तरह दूरबीन अनुप्रयोगों के लिए और एक योजना के बारे में समझने के लिए पैराबोलिक दर्पण का एक संयोजन है और हाइपरबोलिक दर्पण का भी उपयोग किया जाएगा यह एक टेलिस्कोप है एक तरफ आपके पास एक पैराबोला होगा इसलिए ये सभी किरणें इसे गर्म करती हैं एक बिंदु पर केंद्रित करें और उस एक बिंदु से हाइपरबोलिक दर्पण का उपयोग किया जाएगा फिर से इसे किसी अन्य बिंदु पर केंद्रित किया जाएगा ताकि यह प्रवर्धित या बढ़े हुए छवि को प्राप्त करने की स्थिति में हो तो कभी कभी वे इन पेराबोला हाइपरबोला संयोजनों का भी उपयोग करते हैं यहां तक कि उत्पादों के लिए खाद्य पदार्थ जैसे चिप्स विशेष रूप से ब्रांड नाम जिसे हम प्रिंगल्स कहते हैं उस वक्र का आकार आमतौर पर एक हाइपरबोलिक वक्र होता है अगर हम गणितीय स्तर पर संक्षेप कर रहे हैं एक सर्कल में एक कार्यात्मक रूप होता है जहां बिल्कुल केंद्र स्थित होता है अगर यह h और k स्थान पर स्थित है उदाहरण के लिए यह कोऑर्डिनेट एक्सेस है कहीं x और h कोऑर्डिनेट्स हैं यदि एक सर्कल खींचना है तो यह बनाता है x h2y k2r2 यदि यह पैराबोला है अगर यह ऊर्ध्वाधर दिशा में है तो यह संतुष्ट करता है a×x h2 तो अगर यह इस ओरिजिन से होकर गुजरा और वह समीकरण है yx2 कभी कभी पैराबोलास होते हैं जो चलते हैं yx or xy2 तीसरा एक इलिप्स गणितीय परिभाषा संतुष्ट करता है x h2a2y k2b21 चौथा एक हाइपरबोला है जो संतुष्ट करता है x h2a2 y k2b21 हम इस हाइपरबोला इलिप्स का विशिष्ट निर्माण देखेंगे हाइपरबोला में हमेशा दो डायरेक्ट्रिसेस होते हैं तो हम देखेंगे अगली कक्षा में फोकल बिंदु से डायरेक्ट्ट्रिक्स के संबंध को देखेंगे और इस फोकल बिंदु से उस कर्व पर किसी बिंदु की दूरी के संबंध को समझेंगे